हमने अब तक संगतता सिद्धांत के बारे में सीखा है जो कहता है कि n के अनंत की ओर प्रवृत्त होने के लिए जो कि बड़ी क्वांटम संख्या सीमा है क्वांटम परिणाम शास्त्रीय परिणामों पर जाते हैं इस व्याख्यान में हम यह देखने जा रहे हैं कि हम इस सिद्धांत का उपयोग चयन नियम जैसी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कैसे कर सकते हैं और साथ ही हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए A गुणांक भी याद कीजिए मैंने पिछले व्याख्यानों में 3 उदाहरण लिए थे और मैं इनमें से केवल 2 पर विचार करता हूँ हार्मोनिक ऑसिलेटर और एक बॉक्स में कण और हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में मैंने कहा कि विस्थापन को के रूप में लिखा जा सकता है जहां ओमेगा मूल आवृत्ति है जो गुणा है जो 2πν2L के बराबर थी दूसरी ओर हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में x में केवल एक घटक होता है और मैं इसे आयाम के रूप में लिख सकता हूँ वास्तव में मैं इससे बेहतर करना चाहता हूँ इसे आमतौर पर के रूप में लिखा जाता है जो कि है A आयाम है इस प्रकार आप देखते हैं कि एक बॉक्स में गतिमान कण की मूल आवृत्ति और उसके सभी गुणक है और इसलिए जब यह गति करता है तो यह सभी प्रकार की आवृत्तियों को विकिरित करेगा मूल और इसके हार्मोनिक्स गुणा बार इतना है जबकि एक हार्मोनिक ऑसीलेटर में गति करने वाला एक कण केवल एक आवृत्ति देगा आइए देखें कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं तो शास्त्रीय रूप से हमने अभी अभी सीखा है कि एक बॉक्स में कण सभी आवृत्तियों को देगा सभी आवृत्तियों से हमारा यह मतलब नहीं है कि यह लगातार बदलती रहने वाली आवृत्तियों को देगा लेकिन अगर यह एक संक्रमण करता है यदि कण nवें स्तर से वें स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित आवृत्तियाँ होंगी जहां nवें स्तर पर गति से संबंधित कोणीय आवृत्ति है तो शास्त्रीय रूप से यह आवृत्ति या nवें स्तर में गति से जुड़ी कोणीय आवृत्ति विकिरण की आवृत्ति होगी और हमने पिछली बार जो देखा वह यह है कि यदि मैं इसके लिए विस्थापन बनाम समय को लिखता हूँ तो यह ऐसा है यह एक विशुद्ध हार्मोनिक नहीं है तो यह वही है जो आपको बताता है कि x में वास्तव में उच्च हार्मोनिक है जिसे मैंने पहले C लिखा था आइए हम इसे कहते हैं तो यह आपको विकिरण की आवृत्ति देगा और चूंकि गति में अन्य आवृत्तियां भी शामिल हैं अन्य सभी आवृत्तियां भी आएंगी आइये देखते हैं यह हमें क्वांटम संक्रमण के बारे में क्या सिखाता है तो अब हम क्वांटम यांत्रिकी रूप से लिखते हैं विकिरण इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि एक कण आवृत्ति के साथ दोलन कर रहा है बल्कि यह छलांग लगाकर बाहर आता है तो jump छलांग से विकिरण निकलता है विकिरण स्तरों के बीच jump छलांग लगाकर बाहर आता है जबकि शास्त्रीय रूप से यह त्वरण के कारण होता है अब यदि nवें स्तर से वें स्तर पर कूदने के कारण विकिरण उत्सर्जित होता है तो आवृत्ति से दी जाती है इसे परिमित अंतर द्वारा दिया जाता है ठीक है जबकि जैसे हम पिछले व्याख्यान को याद करते हैं शास्त्रीय रूप से यह differentiation with respect to J के द्वारा दिया गया है अब जैसे होता है जहाँ शास्त्रीय आवृत्ति है तो आप देखते हैं कि शास्त्रीय रूप से चूंकि इन सभी आवृत्तियों को देखा observed किया जाता है ठीक है तो चलिए इसे शास्त्रीय रूप से लिखते हैं चूँकि सभी आवृत्तियाँ देखी जाती हैं सही है इसका मतलब है कि क्वांटम यांत्रिक रूप से एक कण किसी भी तक jump छलांग कर सकता है मुझे इसे फिर से लिखने दें तो यह n वां स्तर यह वां स्तर है और यहाँ यह jump छलांग हो रही है और कुछ विकिरण बाहर आता है तो विकिरण आवृत्ति है और आप देखते हैं कि शास्त्रीय रूप से सभी देखे जाते हैं क्योंकि कण गति करता है मूल आवृत्ति की आवर्त गति करता है लेकिन फिर भी ये सब हार्मोनिक्स विद्यमान हैं तो इसका अर्थ है कि इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कण कहाँ कूदता है यदि हम एक संख्या देखते हैं उदाहरण यदि हम कहते हैं कि n केवल n 1 एक ही जा सकता है और यह सिर्फ एक काउंटर उदाहरण है यदि हम ऐसा कहते हैं तो जैसे है केवल fundamental frequency मूल आवृत्ति देखी जाएगी अर्थात यह सिर्फ n 1 नहीं है यह किसी भी आवृत्ति पर जा सकता है जहाँ यह जाना पसंद करता है अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई है जिसके आगे हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय यांत्रिकी अच्छा है और जिसके नीचे क्वांटम यांत्रिकी अच्छा है दूसरे शब्दों में क्या शास्त्रीय और क्वांटम यांत्रिकी के बीच एक boundary सीमा है उत्तर है नहीं वास्तव में सही सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी है जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा था जब हम को derivative अवकलन द्वारा replace प्रतिस्थापित कर सकते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत अच्छा है और इसका अर्थ है कि मूल रूप से n को काफी बड़ा होना चाहिए और को n से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए यही एकमात्र शर्त है लेकिन यह सिद्धांत आपको जो बता रहा है वह यह है कि आपको वास्तव में शास्त्रीय स्तर पर पहुंचना चाहिए जब आप उस अंतर को derivative अवकलन द्वारा प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं और उसके लिए शर्त है n बहुत बड़ा है और है अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं दूसरा उदाहरण यह हार्मोनिक ऑसिलेटर है और शास्त्रीय रूप से इसकी गति द्वारा दी जाती है यानी इसकी केवल एक आवृत्ति होती है आइए हम इसे क्वांटम यांत्रिकी रूप से देखें ये स्तर हैं और इसी तरह और जब कोई jump छलांग होती है तो विकिरण बाहर आता है अब आप देखते हैं कि शास्त्रीय परिणामों के साथ तुलना करके हम कैसे देखते हैं कि यहां एक चयन नियम है मान लीजिए की संक्रमण n वें स्तर से वें स्तर पर होता है ठीक है तो संगत आवृत्ति शास्त्रीय सीमा में संगत आवृत्ति होगी हालाँकि शास्त्रीय रूप से हम केवल देखते हैं इसका अर्थ है कि अधिकतम एक हो सकता है और यह आपको एक प्रतिबंध देता है कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर में केवल वही jump हो सकती है जहां n जाता है जहां कण n से n 1 jump करता है या यदि यह n1 को अवशोषित करता है तो यह वह देता है जिसे चयन नियम कहा जाता है और वह कहता है कि चयन नियम कहता है कि jump छलांग लगाई जाती है या संक्रमण होता है जिसके लिए डेल्टा n परिमाण एक होता है अन्यथा सभी संक्रमणों के लिए कोई विकिरण नहीं होगा तो यहां अन्य कोई संक्रमण नहीं है जो विकिरण देता है और ऐसा क्यों है कि मैं repeat करता हूँ क्योंकि यदि अन्य संक्रमण भी बड़ी n सीमा में होते हैं तो हम अन्य आवृत्तियों को भी देखेंगे और ऐसा नहीं होता है तो संगतता सिद्धांत के अनुरूप होने के लिए क्वांटम स्तर में केवल एक संक्रमण की अनुमति है तो एक प्रश्न जो अभी सामने आया है वह प्रश्न है यदि आपको लेज़र के लिए एकल आवृत्ति की आवश्यकता है तो क्या आपको harmonic oscillator confinement हार्मोनिक ऑसिलेटर परिरोध का उपयोग करना चाहिए वास्तव में दोनों प्रश्न संबंधित नहीं हैं क्योंकि एक लेज़र में आप उस आवृत्ति को चुनते हैं जिसके कारण संक्रमण ठीक उसी आवृत्ति का होता है तो आप किसी भी निकाय को चुन सकते हैं और प्रेरित उत्सर्जन केवल उस विशेष आवृत्ति के लिए होगा जिसके साथ आप यह प्रेरित उत्सर्जन कर रहे हैं तो वास्तव में यह सवाल नहीं उठता है